सामान्य स्पिनल सामान्य व्यवहार 3 प्लस अष्टफलकीय होना चाहिए यह एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है 3 प्लस उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है अष्टफलकीय को सही होना चाहिए यह एक उच्च आवेश है l सब कुछ लिगेंड होना चाहिए और अधिक से अधिक अंतर क्रियाएं होनी चाहिए यह सामान्य व्यवहार की तरह है यदि यह अष्टफलकीय की स्थिति के आसपास अन्य तरफ से आ रहा है और चतुष्फलकीय अष्टफलकीय में होने जा रहा है एक या दो प्लस अष्टफलकीय में हो रहा है l पर तब इसे विपरीत स्पिनल कहा जाता है l विपरीत स्पिनल सामान्य स्पिनल अब जब मापदंड क्या है

t2g3 eg1 t2g6 eg1 t2g6 इसलिए जहां भी विषम परिस्थितियां संभव है कि t2g3 e g3 संभव नहीं है t2g3 e g3 संभव नहीं है क्योंकि यह t2g4 t2g3 eg4 जो संभव नहीं है l तो इस प्रकार की चीज को आप बहुत जल्दी से t2g3 eg4 के रूप में पहचान सकते हैं वास्तव में t2g4 eg2 सही होना चाहिए l छात्र क्यों

स्थिरीकरण का अर्थ है प्रतिकर्षण कम स्थिरीकरण का अर्थ है कम प्रतिकर्षण l कम प्रतिकर्षण यह कब हो सकता है जब लिगेंड नहीं आ रहा है

छात्र संदर्भ समय 2526 माफ करना छात्र संदर्भ समय 2530 इसलिए वे इसे खींचने के बजाय क्यों हैं संदर्भ समय 2535 नहीं यह समान ऊर्जा वाले हैं l ठीक है l छात्र हां एक्स की बजाय और l नहीं यह देख रहे हैं कि यह पतित है आप शब्द को निर्देशित नहीं कर सकते l आप यह नहीं बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं यह सिर्फ यह है कि यह केवल नामकरण के लिए है l मैंने सिर्फ आपको लिखा है कि मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं या केवल आपको कुछ सिखाने के लिए लिखा है l कौन सा dz2 है या कौन सा dx2 है आप नहीं जानते l यह वही ऊर्जा है जो सही पतित है l इसका मतलब है कि ऊर्जा से भरे हुए 5d कक्षक क्रिस्टल भरे सिद्धांत से पहले हम सोचते थे कि ऊर्जा में हम सही से भेदन नहीं कर पाते हैं यह सिर्फ प्रतिनिधित्व है l छात्र संदर्भ समय 2620 सभी मामलों में नहीं लेकिन जब यह विषम रूप से भर जाता है तो एक समस्या बनती है l देखें वहां तीन चार परिदृश्य हैं कि eg कक्षक क्यों eg कक्षक में गड़बड़ हो रही है t2g में क्यों नहीं